आगे हम डिस्क निर्धारण की अवधारणा पर गौर करेंगे इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस चल रही होती हैं तो वे डिस्क एक्सेस के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट उत्पन्न करेंगे और इस समय तक हम समझ सकते हैं कि क्या डिस्क एक्सेस रैंडम है इसलिए सेक्टर संख्या के संदर्भ पर यह निर्भर करता है कि प्रोसेस एक्सेस करने का रिक्वेस्ट कर रही हैं अगर यह पूरी तरह से रैंडम है तो यह सीक टाइम आ जाएगा कई सीक टाइम बार बार आएगा तो इस तरह डिस्क हेड मूवमेंट समस्याग्रस्त हो जाएगा इसलिए यह व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने के लिए कुल एक्सेस समय बढ़ाएगा तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को कुशलता से और डिस्क प्रकारों के लिए उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है इसका अर्थ है एक तेज़ एक्सेस समय और डिस्क बैंडविड्थ इसलिए हम चाहते हैं किएक्सेस टाइम कम होना चाहिए और यह बैंडविड्थ अधिक होनी चाहिए इसलिए यह प्रति यूनिट समय में अधिक मात्रा में डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होगा जबकि हम एक्सेस टाइम के रूप में बहुत कम समय खर्च करने को तैयार हैं तो इसे कैसे कम किया जाए तो हम चाहते हैं कि सीक टाइम को कम से कम करें और सीक टाइम सीक डिस्टेंस के आनुपातिक हो जो कि हमें कितनी ट्रैक्स पर चलना है या हमें कितने सिलेंडर को स्थानांतरित करना है तो यह सीक टाइम निर्धारित करता है इसलिए इस सीक टाइम को कम करना होगा तो हम इस सीक टाइम को कैसे कम कर सकते हैं और यह डिस्क बैंडविड्थ संख्या है जोकि बाइट्स की कुल संख्या को पहले सर्विस रिक्वेस्ट और अंतिम ट्रांसफर के पूरा होने के बीच कुल समय द्वारा विभाजित करने पर जो परिणाम आता है वह संख्या है इसलिए जब से मुझे कई रिक्वेस्ट मिले हैं तो जब अंतिम ट्रांसफर समाप्त होने तक पहला रिक्वेस्ट उत्पन्न हुआ था इसलिए इस समय हम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे बैंडविड्थ का निर्धारण होगा तो इस बैंडविड्थ को हमें उच्च बनाने की आवश्यकता है और इस टाइम को हम कम करना चाहते हैं तो कैसे करना है तो हम देखेंगे तो डिस्क IO रिक्वेस्टों के कई स्रोत हैं इस IO रिक्वेस्ट को कौन उत्पन्न कर सकता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष डिस्क को एक्सेस करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट उत्पन्न कर सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को डिस्क में संग्रहीत किया जा सकता है तो इसे डिस्क तक पहुंचना होगा सिस्टम प्रोसेस में वे कुछ डिस्क एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह उपयोगकर्ता प्रोसेस भी कुछ फ़ाइल ऑपरेशन कर सकते हैं और तदनुसार कुछ डिस्क एक्सेस के लिए पूछ सकते हैं यह IO रिक्वेस्ट इसमें इनपुट या आउटपुट मोड डिस्क एड्रेस मेमोरी एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए सेक्टर की संख्या शामिल है तो कोई भी IO रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो आप देना चाहते हैं तो यह होना चाहिए कि क्या यह रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है इसलिए अगर यह एक रीड ऑपरेशन है जिसका मतलब है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज तक कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह प्राथमिक स्टोरेज के लिए एक इनपुट ऑपरेशन है या यह मुख्य मेमोरी से राइट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन है हम कुछ डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज पर राइट करना चाहते हैं तो यह आउटपुट मोड डिस्क एड्रेस में है जो विशेष ब्लॉक या हम किस विशेष सेक्टर में लिखना चाहते हैं ठीक है तो वह है डिस्क एड्रेस और फिर मेमोरी एड्रेस जैसे कि यह डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर है तो मेमोरी ब्लॉक से हम ट्रांसफर करने के इच्छुक हैं इसलिए ट्रांसफर हमेशा ब्लॉक के संदर्भ में होता है तो हम किस विशेष मेमोरी ब्लॉक को डिस्क पर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं या यदि यह डिस्क रीड ऑपरेशन है तो विशेष सेक्टर को पढ़ने के बाद आप इसे मुख्य मेमोरी में कहां रखने जा रहे हैं इस प्रकार यह मेमोरी एड्रेस संबंधित मेमोरी ब्लॉक नंबर ब्लॉक एड्रेस और ट्रांसफर करने के लिए सेक्टरों की संख्या की पहचान कर रहा है तो आप कितने सेक्टर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर IO रिक्वेस्ट करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम यह प्रति डिस्क या डिवाइस के रिक्वेस्टों की क्यू को बनाए रखता है इसलिए यह एक क्यू बनाए रखता है क्योंकि क्यू को एक अलग क्रम में लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए यह कुछ इसे करने की कोशिश कर सकता है ताकि सीक टाइम कम हो क्योंकि सीक प्रमुख टाइम है इसलिए आप सीक टाइम को कम करना चाहते हैं तो इस तरह से हम ऐसा करना पसंद कर सकते हैं फिर आइडियल डिस्क तुरंत IO पर काम कर सकती है व्यस्त डिस्क द्वारा रिक्वेस्ट का अर्थ है कि काम को क्यू बद्ध किया जाना चाहिए इसलिए यदि डिवाइस यदि डिस्क आइडियल है तो निश्चित रूप से जब भी कोई आईओ रिक्वेस्ट आता है तो यह उस विशेष रिक्वेस्ट पर आगे बढ़ सकता है लेकिन अगर यह डिस्क वर्तमान में कुछ अन्य ट्रांसफर करने में व्यस्त है तो काम को क्यू बद्ध रखना होगा और यह होगा यह ट्रांसफर कुछ समय के बाद ही किया जाएगा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम केवल तभी समझ में आता है जब एक क्यू मौजूद होती है यदि कोई क्यू नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है उदाहरण के लिए यदि मुझे किसी एकल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न रिक्वेस्ट मिले हैं तो मान लें कि मेरी कंप्यूटर प्रणाली में केवल एक ही प्रोसेस है अब P1 सिस्टम में कोई अन्य प्रोसेस नहीं है तो कैसे और यह P1 यह कुछ डिस्क एक्सेस कर रहा है हो सकता है कि यह डिस्क पर कुछ ब्लॉक लिख रहा हो अब यह पहले बताता है कि मैं सेक्टर नंबर 30 पर लिखना चाहता हूं फिर यह कहना चाहता हूं कि मैं सेक्टर नंबर 45 पर लिखना चाहता हूं फिर यह बताता है कि मैं इसे सेक्टर नंबर 15 में करना चाहता हूं तो इस तरह से जारी रहता है अब इस प्रकार के मामलों में इस डिस्क शेड्यूलिंग का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह प्रोग्राम यह बताने के बाद कि मैं इसे नंबर 30 पर ब्लॉक राइट करना चाहता हूं यह ट्रांसफर खत्म होने का इंतजार करेगा इसके बाद केवल यह आएगा कि यह नंबर सेक्टर नंबर 45 पर ब्लॉक करने के लिए राइट के लिए एक रिक्वेस्ट उत्पन्न करेगा इसलिए इस इंस्ट्रक्शन में कुछ हेरफेर करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए इस रिक्वेस्ट को बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि समय के एक बिंदु पर केवल एक रिक्वेस्ट होता है जिसे डिस्क ड्राइव देखेगा इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं होना है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द्वारा कुछ भी नहीं किया जाना है तो यह है कि व्यवहार समान होगा इसलिए ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम वे केवल तभी समझ में आएंगे जब कई प्रक्रियाओं से रिक्वेस्ट हों और एक कतार हो इसलिए हो सकता है कि हमें दस अलग अलग प्रोसेस मिलें और उनमें से प्रत्येक को कुछ उत्पन्न किया जाए कुछ रैंडम डिस्क सेवा रिक्वेस्ट उत्पन्न करना अब आप उन्हें कैसे क्रमबद्ध करने जा रहे हैं किस क्रम में आप उन्हें क्रमबद्ध करने जा रहे हैं जिससे यह वास्तव में एक समझदार ऑपरेशन बन जाता है इसलिए इस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा कि यह केवल तभी लागू होता है जब कोई क्यू मौजूद होती है तो ड्राइव कंट्रोलर्स में छोटे बफ़र्स होते हैं और अलग अलग गहराई के IO रिक्वेस्ट की एक क्यू का प्रबंधन कर सकते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह ड्राइव कंट्रोलर डिस्क ड्राइव कंट्रोलर के पास इसके साथ जुड़ी कुछ मात्रा में मेमोरी होगी जो इस क्यू को नोट कर सकती है जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं IO रिक्वेस्टों की सर्विसिंग को शेड्यूल करने के लिए कई एल्गोरिदम मौजूद हैं हम उनमें से कुछ एल्गोरिदम देखेंगे एक या कई प्लैटर्स के लिए विश्लेषण सही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कई प्लेट है या एक प्लेट है इसलिए रिक्वेस्ट पर विचार किया जाएगा कि हमें यह मिल गया है हमें इस विशेष सिलेंडर 98 फिर 183 फिर 37 फिर 122 पर रिक्वेस्ट मिला है और इसलिए यह रिक्वेस्ट क्यू है इसलिए यह 0 से 199 तक हो सकता है तो यह मेरी डिस्क में हैं इसलिए 0 से 199 तक के सिलेंडर हैं और मेरे रिक्वेस्ट इस तरह से हैं जैसे शुरू में मेरा हेड पॉइंटर सिलेंडर 53 पर है और फिर कतार इस तरह है सिलेंडर नंबर 98 फिर 183 फिर 37 122 पर रिक्वेस्ट है तो यह इस बिंदु पर है अब हमें यह पता लगाना है कि इस रिक्वेस्ट के लिए शेड्यलिंग आर्डर क्या हो सकता है यह मानते हुए कि इस समय हेड प्रमुख सिलेंडर नंबर 53 पर है तो पहले और बहुत ही सरल प्रकार की रणनीति पहले आओ पहले पाओ की है यह एफसीएफएस यह 98 पहले आया था तो 53 से यह 98 तक चला जाता है और 98 से यह 183 हो जाता है 183 से यह 37 ठीक है फिर 37 से 122 तक चला जाता है 14 में वापस आता है 124 में जाता है 65 पर वापस आता है फिर 67 तक जाता है और फिर चूंकि अधिक रिक्वेस्ट नहीं है इसलिए यह सिलेंडर नंबर 67 पर बना हुआ है अब आप गणना कर सकते हैं कि कुल सीक टाइम क्या है जो कि इस विशेष रणनीति द्वारा देखा गया है ठीक है तो यह 53 से 98 तक तो यह 45 ठीक है फिर 98 से 183 तक तो वह 85 आता है फिर 185 आता है 183 से वापस 37 आता है तो 6 आता है इतना 146 सिलिंडर से मूव करेगा तो आप यह पता कर सकते हैं आप ये सभी सिलेंडर के मूवमेंट के इन सभी समयों का योग कर सकते हैं तो इस मामले में यदि आप इसे योग करते हैं तो यह संख्या 640 हो जाती है इसलिए कुल हेड मूवमेंट 640 सिलेंडरों का है इसलिए चाहे वह अच्छा हो या बुरा इसलिए यह अलग मुद्दा है लेकिन यह जिस नीति पर चल रहा है वह पहले आओ पहले पाओ पालिसी है इसलिए यह एफसीएफएस पालिसी है ठीक है इसलिए अन्य पालिसीयां भी हो सकती हैं जैसा कि हम देखेंगे इसलिए सीपीयू जॉब्स की तरह हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था तो यहाँ भी हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट SSTF एल्गोरिथ्म के बारे में सोच सकते हैं इसलिए एसएसटीएफ में हम उस रिक्वेस्ट का चयन करेंगे जिसका वर्तमान हेड पोजीशन से सीक टाइम न्यूनतम है और फिर यह कुछ प्रकार का एसजेएफ शेडूलिंग है तो जो इस तरह से है कि हम सिलेंडर नंबर 53 से शुरू करते हैं ठीक उसी तरह जैसे पिछले उदाहरण में आप 53 से शुरू करते हैं फिर इन पूरी क्यू रिक्वेस्ट के बीच तो 65 निकटतम है तो यह 65 तक जाता है 65 से 67 निकटतम है तो यह 67 तक जाता है 67 से यह 37 हो जाता है क्योंकि यह सबसे नज़दीकी है अब 37 से यह 14 हो जाता है फिर यह 98 हो जाता है फिर 122 124 और अंत में 183 तक जाता है तो यह इस तरह से होता है और फिर से अगर आप इस सीक टाइम को जोड़ते हैं तो यह 53 से 65 है जो 12 है 65 से 67 2 67 से 37 30 यदि आप उन्हें योग करते हैं तो वैल्यू 236 सिलेंडर निकला तो यहां 236 सिलेंडरों से मूव करता है इसलिए निश्चित रूप से यह सबसे ऑप्टिमल है क्योंकि आपके पास इससे कम सीक टाइम नहीं हो सकता है क्योंकि हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी में जा रहे हैं तो यह सबसे अच्छा है हालांकि समस्या यह है कि यह कुछ रिक्वेस्ट के लिए स्टार्वेशन पैदा कर सकता है इसलिए चूंकि सिस्टम में प्रोसेस हमेशा चल रही होती हैं इसलिए ऐसा हो सकता है कि वे जो प्रोसेस इस क्रम में लगातार इस डिस्क रिक्वेस्ट को उत्पन्न कर रही हैं उदाहरण के लिए यह एक प्रोसेस 183 के इस रिक्वेस्ट को उत्पन्न करती है जिसे आप यहां देखते हैं इसे अंत में सर्व किया जाता है लेकिन यह मान लें कि यह 124 की सर्विस के बाद तो हम मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में लगातार रिक्वेस्ट उत्पन्न होता है इसलिए इस क्षेत्र में ये सभी रिक्वेस्ट उत्पन्न होते हैं ताकि डिस्क मूवमेंट हेड का मूवमेंट इस क्षेत्र में केवल शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के कारण बना रहता है तो यह इस 183 रिक्वेस्ट तक कभी नहीं जाता है इस तरह इस विशेष रिक्वेस्ट के लिए स्टार्वेशन है इसलिए एसएसटीएफ नीति ठीक है लेकिन इसमें स्टार्वेशन की संभावना है इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन निश्चित रूप से एसएसटीएफ के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए हमारा तलाश ऑप्टिमाइज्ड है लेकिन स्टार्वेशन की समस्या आ सकती है इसलिए इसीलिए यह एक बहुत अच्छी रणनीति नहीं हो सकती है और यह भी कि निश्चित रूप से भविष्यवाणी जैसा कुछ नहीं है एक समय में हम देख सकते हैं कि कौन सी जॉब्स में कौन से रिक्वेस्ट लंबित हैं इसलिए इसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आगे क्या है आगे कहां जाना है फिर एक अन्य प्रकार के एल्गोरिथ्म को SCAN एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है तो यह स्कैन SCAN एल्गोरिथ्म इसलिए यह बहुत सरल है डिस्क आर्म डिस्क के एक छोर पर शुरू होता है और दूसरे छोर की ओर बढ़ता है तो यह डिस्क को एक छोर से दूसरे छोर तक स्कैन करता है इसलिए डिस्क के दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए सर्विसिंग रिक्वेस्ट और वहां डिस्क की आवाजाही उलट जाती है और सर्विसिंग जारी रहती है तो यह कुछ है कभी कभी इसे एक एलिवेटर एल्गोरिथ्म कहा जाता है इसलिए यदि एलिवेटर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है और शुरू होता है और प्रत्येक मध्यवर्ती मंजिल पर रुकते हुए शीर्ष मंजिल पर जाता है और शीर्ष मंजिल पर पहुंचने के बाद फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आता है फिर से प्रत्येक मध्यस्थ मंजिल पर रुकना तो उस प्रकार के एल्गोरिथ्म को SCAN एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है चाहे वह अच्छा हो या बुरा इसलिए यह एक मुद्दा है लेकिन हम यह विशेष उदाहरण देखेंगे तो यह 208 सिलेंडर मूवमेंट के बराबर होगा इसलिए एसएसटीएफ इसलिए जो 236 सिलेंडर मूवमेंट की रिकॉर्डिंग कर रहा था यह 208 सिलेंडर मूवमेंट के बराबर होगा लेकिन अगर रिक्वेस्ट समान रूप से घने हैं तो डिस्क के दूसरे छोर पर सबसे बड़ा घनत्व और सबसे लंबे समय तक के साथ तो मूल रूप से इसलिए मूल रूप से ऐसा होता है कि अंत की ओर रिक्वेस्ट बहुत बाद में दिए जाते हैं तो इस तरह के इस रिक्वेस्ट के लिए बहुत मुश्किल है जो अंत में आ रहे हैं तो यह बात है इसलिए SCAN एल्गोरिथ्म शुरू में माना जाता है कि यह सिलेंडर नंबर 53 पर है और हम मानते हैं कि हेड इस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसलिए यह 0 पर आता है इस प्रक्रिया में यह रिक्वेस्ट 37 और 14 को सर्व करता है और फिर यह 0 पर आता है 0 से यह फिर से डिस्क के दूसरे छोर पर जाना शुरू करता है और दूसरे छोर की ओर जाता है अब यह इन सभी रिक्वेस्ट की तरह 65 67 98 122 124 को सर्व करता है तो देखें कि क्या हो रहा है कि यह मध्यस्थ रिक्वेस्ट है इसलिए उन्हें इस दिशा में एक बार उस दिशा में एक बार सर्विस दी जा रही है लेकिन यदि आप इस क्षेत्र पर विचार करते हैं तो इसे देखें इसलिए यदि आप इस क्षेत्र पर विचार करते हैं तो क्या होता है कि जब हेड इस दिशा में बढ़ रहा था तो शायद कोई रिक्वेस्ट नहीं आया था तो यह इस पर आ गया है और फिर यह इस तरह से चला जाता है जब यह इस दिशा में इस बिंदु को छोड़ दिया है जब यह शायद छोड़ दिया है उसके बाद इस क्षेत्र में रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए हैं लेकिन उन्हें तब तक सर्विस नहीं दी जाएगी जब तक कि हेड यहां नहीं आया है और फिर से इस तरफ चला गया है तो अब इस समय इन रिक्वेस्टों को पूरा किया जाएगा तो डिस्क के अंत की ओर रिक्वेस्ट इसलिए उन्हें बहुत बार सर्विस नहीं दिया जाता है ठीक है इसलिए इस विशेष पालिसी SCAN पालिसी के साथ यही समस्या है क्योंकि यह अंत की ओर जा रही है और डिस्क रिक्वेस्ट जो अंत के करीब हैं और यदि यह किसी तरह डिस्क हेड के आगमन के सटीक समय को मिस करता है तो यह हो सकता है इसे लंबे समय के बाद मौका मिलेगा उसके बाद डिस्क हेड पूरी डिस्क को दो बार लगभग दो बार पार करते हुए वापस आ गया है इसलिए इस विशेष एल्गोरिथ्म के साथ एक कठिनाई और है अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है जैसे देखें हमारे यहां 14 पर एक रिक्वेस्ट था लेकिन उसके बाद 14 इसलिए यह तब नहीं हुआ जब एक सिलेंडर नंबर 0 पर कहा जाए लेकिन यह आवश्यक नहीं था क्योंकि सिलेंडर नंबर इसलिए इस सीमा के बाद यह बेकार हो जाएगा कोई रिक्वेस्ट नहीं है लेकिन हेड इस तक चले गए बल्कि इस बिंदु से वापस आना चाहिए था ठीक है तो यह एक और संभावना है और यह एक और एल्गोरिथ्म को जन्म देता है जिसे लुक एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है तो हम देखेंगे कि तो यह हम देखेंगे कि इस SCAN एल्गोरिथम का एक और संस्करण है जिसे C SCAN या सर्कुलर SCAN कहा जाता है यह SCAN एल्गोरिदम की तुलना में अधिक समान वेट टाइम प्रदान करता है हेड डिस्क के एक छोर से दूसरे छोर तक रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए चलती है तो इस तरह से हेड SCAN के समान एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है लेकिन जब यह दूसरे छोर पर पहुंचता है तो यह तुरंत रिटर्न ट्रिप पर किसी भी रिक्वेस्ट सर्विस दिए बिना डिस्क की शुरुआत पर वापस आ जाता है इसलिए जैसे कि लिफ्ट शीर्ष मंजिल पर गई है और फिर यह तुरंत भूतल पर वापस आती है और नीचे आते समय यह किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करता है तो इसी तरह यहां डिस्क हेड एक बार अंतिम सिलेंडर तक पहुंचने के बाद फिर पथ पर कोई रिक्वेस्ट को सर्विस किए बिना पहले सिलेंडर पर वापस आ जाता है इसलिए यह सिलिंडर को सर्कुलर लिस्ट के रूप में मानता है जो पिछले सिलेंडर से पहले वाले के आसपास समाप्त करता है इसलिए आखिरी सिलेंडर के बाद अगला सिलेंडर पहला सिलेंडर होता है क्योंकि जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है तो हेड किसी भी रिक्वेस्ट को हल नहीं करता है तो यह पहले सिलेंडर पर वापस आता है तो यह एक सर्कुलर स्थिति की तरह है तो यह सी स्कैन एल्गोरिथ्म है जो 53 से शुरू हुआ यह इस तरह से चलता है की जो डिस्क के उच्च पक्ष की ओर जा रहा था तो यह इन सभी रिक्वेस्ट को सर्व करता है लेकिन जब यह यहां तक पहुंचा तो यह तुरंत सिलेंडर नंबर 0 पर वापस आ गया और यहां से फिर से सर्विसिंग शुरू कर दी इसलिए यह सिलेंडर 0 से सर्विसिंग शुरू करता है उच्चतम संभव सिलेंडर की ओर जा रहा होता है और वहां से यह वापस आता है और बीच में कोई रिक्वेस्ट किए बिना यह पहले सिलेंडर पर आता है तो यह नीति सर्कुलर स्कैन टाइप का प्रकार है बेशक आप यह तर्क दे सकते हैं ठीक है डिस्क मूवमेंट हेड मूवमेंट की मात्रा बड़ी है लेकिन चूंकि यह यहाँ वापस आ रहा है इसलिए यह डिस्क के इस छोर से है तो यह लंबे समय पहले सर्वे किया गया था क्योंकि डिस्क हेड इस बिंदु से शुरू हुआ था यह दूसरे छोर पर गया और फिर यह यहाँ वापस आ रहा है तो इस दौरान डिस्क के निचले हिस्से में बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट हो सकते हैं इसलिए इस मध्यस्थ रिक्वेस्ट को सर्विस करने के बजाय इसलिए यदि यह यहां वापस आता है और इस रिक्वेस्टों की सर्विस करता है तो यह संभावना है कि यह डिस्क रिक्वेस्टों के लिए अधिक न्याय कर रहा होगा और शायद यह मध्यस्थ रिक्वेस्ट हो सकते हैं तो यह दो बार किया जा रहा था ठीक है तो यह है कि ऐसा नहीं होगा जो आवश्यक नहीं है तो यह वापस आ सकता है इसलिए उस नीति के साथ वास्तव में इस सर्कुलर स्कैन को डिजाइन किया गया है कि यह आखिरी सिलेंडर की सर्विसिंग के बाद पहले सिलेंडर पर वापस आ जाए इसलिए SCAN एल्गोरिदम के साथ एक और समस्या जो मैं बात कर रहा था वह यह है कि भले ही कोई रिक्वेस्ट नहीं है या डिस्क हेड डिस्क के चरम छोर पर जाता है तो इस SCAN का एक और संस्करण है जिसे LOOK एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है तो यह आर्म केवल प्रत्येक दिशा में अंतिम रिक्वेस्ट के अनुसार जाता है और फिर डिस्क के अंत तक सभी दिशा में जाने के बिना तुरंत उलट दिशा में लौट जाता है तो यह इस तरह है तो यह सर्कुलर लुक है तो यह यहाँ से जा रहा है और फिर इसके बाद यह सबसे ऊपर आ जाने के बाद आखिरी तक पहुँच गया है यह इस क्षेत्र में जाने के बाद से नहीं जाता है तो यह डिस्क के अंत तक नहीं जाता है इसलिए बल्कि यह वापस आता है और यह इस रिक्वेस्ट को पूरा करता है और फिर यहां आता है इसलिए जो कुछ भी अंतिम ट्रिगर है इसलिए यह C LOOK सर्कुलर LOOK संस्करण है और LOOK कुछ मध्यस्थ रिक्वेस्टों को प्रस्तुत कर रहा है यदि यह प्रोसेस में है लेकिन अगर यह नहीं है तो यह वापस आ जाएगा तो यह सर्कुलर यह सामान्य सी लुक सामान्य लुक एल्गोरिथ्म होगा तो यह सामान्य LOOK एल्गोरिथम इस तरह का व्यवहार करेगा तो यह यहाँ से आ रहा है यह इस रिक्वेस्ट की सेवा करेगा और फिर यह वहाँ जा रहा है यह सामान्य LOOK एल्गोरिथ्म होगा और यह C LOOK है और C LOOK वास्तव में दूसरे छोर पर पहले रिक्वेस्ट पर वापस आता है ठीक है तो दूसरी तरफ सबसे कम सिलेंडर संख्या है इसलिए यह 14 पर आता है और फिर 37 पर चला जाता है लेकिन अगर यह एक सामान्य LOOK है तो यह होगा कि यह वापस आते समय सभी रिक्वेस्टों को पूरा करेगा और आप देखेंगे कि यह रिक्वेस्ट 37 है जो पहले आता है तो यह इस को सर्व करेगा और फिर यह 14 पर आ जाएगा इसलिए इन सर्कुलर LOOK और LOOK के बीच बुनियादी अंतर हैं तो यह डिस्क हेड मूवमेंट के मामले में SCAN से बेहतर है अब आप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का चयन कैसे करते हैं इसलिए एसएसटीएफ आम है और हमें एक स्वाभाविक अपील मिली है क्योंकि हम शॉर्टएस्ट सीक टाइम फर्स्ट के लिए जा रहे हैं तो इस शॉर्टएस्ट सीक टाइम का मतलब है कि यह समय को कम करने की कोशिश कर रहा है तो एसजेएफ की तरह ही यह उम्मीद की जाती है कि यह वह है जो आपको बेहतर परिणाम देगा लेकिन हमने देखा है कि SSTF हमेशा बेहतर परिणाम नहीं दे सकता है SCAN और C SCAN वे उन सिस्टम्स के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो डिस्क पर भारी लोड डालती हैं क्योंकि यह SCAN है इसलिए यह एक छोर से दूसरे छोर तक सर्विसिंग करेगी और सर्कुलर SCAN भी उसी के समान होगा इसलिए यदि डिस्क पर अधिक भारी लोड है तो यह ठीक से जा रहा है और स्टार्वेशन कम है क्योंकि यह सभी रिक्वेस्टों की सर्विसिंग होगी तो स्टार्वेशन की संभावना कम है परफॉरमेंस निश्चित रूप से संख्या और रिक्वेस्ट के प्रकार पर निर्भर करता है तो कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं और रीड राइट का प्रकार क्या हैं तो उस तरह से उस प्रकार के आधार पर यह डिस्क सर्विस के लिए रिक्वेस्ट को अलग करेगा जो फ़ाइल आवंटन विधि से प्रभावित हो सकता है ठीक है तो फ़ाइल आवंटन विधि एक फ़ाइल की तरह बहुत बड़ी हो सकती है एक फाइल 1 गीगाबाइट बड़ी हो सकती है अब हमारे पास जो सेक्टर्स हैं इसलिए मान लीजिए कि वे सीमित आकार के 4 किलोबाइट के हैं अब फ़ाइल स्पेस का यह 1 गीगाबाइट ताकि 4 गीगाबाइट ब्लॉकों में विभाजित हो अब डिस्क में वे ब्लॉक कहां स्थित हैं ठीक है तो ये फ़ाइल कैसे और यह डिस्क ब्लॉक कहाँ स्थित थे अब जब कोई प्रोग्राम इस विशेष फ़ाइल को एक्सेस कर रहा है तो यह फ़ाइल ब्लॉक को एक अनुक्रमिक क्रम में एक्सेस करता है इसलिए यदि यह अनुक्रमिक क्रम में एक्सेस कर रहा है तो जिस तरह से डिस्क में ब्लॉक का आयोजन किया गया है इसलिए इसमें इस एक्सेस टाइम एक भूमिका होग क्योंकि सीक टाइम इसके अनुसार अलग अलग होगा और अगर यह उन्हें क्रमिक रूप से एक्सेस नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम उन्हें क्रमिक रूप से एक्सेस नहीं कर रहा है तो उस एक्सेस पैटर्न को परफॉरमेंस के साथ कुछ सम्बन्ध होगा क्योंकि तब यह एक्सेस पैटर्न बताएगा कि कौन सा ब्लॉक एक्सेस किया जाएगा और परिणामस्वरूप यह डिस्क सिलेंडर रिक्वेस्ट करता है तो वे भी अलग अलग होंगे तो यह इस फाइल एलोकेशन मेथड और इस प्रोग्राम बिहेवियर पर आधारित है जो डिस्क सर्विस पर इस प्रभाव को निर्धारित करेगा और फिर मेटाडेटा लेआउट जैसे कि आम तौर पर फाइलों को डायरेक्टरी और इंडेक्स फाइल के संदर्भ में कैसे व्यवस्थित किया जाता है और वे सभी कैसे व्यवस्थित थे तो इस तरह से खोज आगे बढ़ेगी और यह डायरेक्टरी फिर से केवल एक फ़ाइल है इसलिए उन फ़ाइलों को एक्सेस करना होगा तो इसमें समय लगेगा इसलिए कि वे सभी कैसे संगठित हैं इसलिए यह कैसे होगा यह मेटाडेटा कैसे आयोजित किया जाता है तो यह बताने के लिए एक भूमिका होगी कि यह डिस्क सिलेंडर रिक्वेस्ट कैसे आएगा डिस्क निर्धारण एल्गोरिथम को ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अलग मॉड्यूल के रूप में लिखा जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो इसे अलग एल्गोरिथ्म के साथ बदलने की अनुमति दी जाती है तो सामान्य रूप से ऐसा ही किया गया तो यह एक अलग मॉड्यूल के रूप में लिखा गया है और जब यह आवश्यक है कि यह कुछ डिस्क निर्धारण नीति का पालन कर रहा था इसलिए इसके बजाय उसे कुछ अन्य नीति का पालन करना चाहिए इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो आपको ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए कि या तो एसएसटीएफ या लुक डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथ्म रोटेशनल लेटेंसी के लिए एक उचित विकल्प है इसलिए ओएस के लिए गणना करना मुश्किल है क्योंकि किसी विशेष सेक्टर में जाने के लिए कितना समय लगेगा तो और यह निर्धारित करेगा कि यह केवल रोटेशनल लेटेंसी है तो डिस्क के इस यांत्रिक आंदोलन की तुलना में रोटेशनल लेटेंसी बहुत कम है तो इस तरह से इस रोटेशनल लेटेंसी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और हम इसे रोटेशन समय के औसत के आधे पर ले सकते हैं ठीक है इस प्रकार आरपीएम डिस्क प्लेटों के लिए प्रति मिनट घूर्णन उपलब्ध है तो आप इस रोटेशनल लेटेंसी के औसत के रूप में इसे आधा रोटेशन ले सकते हैं और यह डिस्क आधारित क्यू बद्ध प्रभाव ओएस क्यू आदेश प्रयासों को कैसे करता है तो निश्चित रूप से यह और इसलिए डिस्क आधारित क्यू है तो यह इस OS को भी प्रभावित करेगा क्योंकि यह डिस्क एक्सेस के लिए कई रिक्वेस्ट हैं तो उन सभी प्रोसेस को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो यह डिस्क क्यू सर्विस है इसलिए यह भी निर्धारित करेगी कि प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में कैसे जाएंगी तो यह रेडी स्टेट क्यू मैनेजमेंट है इसलिए यह इस डिस्क हेड पर भी निर्भर करेगा अब बात करते हैं विश्वसनीयता और रिडण्डेंसी के संदर्भ में इसलिए क्योंकि यह डेटा सेकंडरी स्टोरेज में है इसलिए वे वहां लंबे समय तक रहने वाले हैं इसलिए यदि कोई डाटा करप्शन है या ऐसा होना चाहिए इसका ध्यान रखना है और इस मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा ट्रांसफर करने के दौरान भी तो और डिस्क कुछ राइट करते समय कुछ विफलताएं हो सकती हैं लिहाजा उनका ध्यान रखा जाना है तो हमें उस दिशा में कुछ निश्चित पैरामीटर मिले हैं एक विफलता के बीच का समय है औसत समय जब एक डिस्क को विफल करने के लिए जो समय लगता है तो इस बीच एक असफल डिस्क को बदलने और उस पर डेटा को पुनर्स्थापित करने में लगने वाले समय है तो यह उस तकनीक पर निर्भर करता है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं तो एक प्रमुख अवधारणा को मिररिंग के रूप में जाना जाता है तो एक डिस्क की एक कॉपी दूसरी डिस्क पर डुप्लिकेट कॉपी किया जाता है तो इसलिए अगर मुझे विफलता के लिए 100000 और मरम्मत के लिए 10 घंटे मीन टाइम लगता है तो डेटा लॉस का मीन टाइम 100000 वर्ग विभाजन 2 से गुणा 10 है इसलिए अगर मिरर डिस्क स्वतंत्र रूप से विफल हो गई है तो 57000 साल से ऊपर लगेंगे इसलिए यह मानते हुए कि दोनों डिस्क विफल हो गए हैं जिसकी संभावना बहुत कम है इसलिए मिररिंग वास्तव में सिस्टम के परफॉरमेंस में सुधार करता है इसमें डिस्क विश्वसनीयता रिडण्डेंसी मान और डिस्क उपयोग तकनीकों में कई सुधार कई डिस्क का सहकारी रूप से उपयोग करना शामिल है इसलिए हमें एक डिस्क की प्रतिलिपि रखने के बजाय यह कई डिस्क रखता है तो उस डेटा को डुप्लिकेट किया जा सकता है या डेटा को इस डिस्क पर वितरित किया जा सकता है जिससे कि इस त्रुटि की संभावना कम हो जाएगी असफलता की संभावना कम हो जाएगी और विफलता का यह मीन टाइम बहुत अधिक होगा ठीक है इसलिए हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे